मान लीजिए मैं एक फ्लैट प्लेट लेता हूँ मैंने कहा कि यह एक बाउंड्री लेयर होने जा रही है तो आइए मोमेंटम बाउंड्री लेयर को देखें यह आपके द्रव मैकेनिक पाठ्यक्रम में काफी व्यापक रूप से बताया गया है क्या होता है कि जो तरल पदार्थ आ रहा है वह इस वस्तु से होकर गुजरता है मान लीजिए कि मुक्त धारा वेलोसिटी अनंत है y के बराबर 0 और x के बराबर 0 पर द्रव अचानक यहां इस स्थान पर रेस्ट करने के लिए आ जाएगा लेकिन निरंतरता के कारण ध्यान दें कि यह एक कंटीन्यूअस धारा है इसलिए जो तरल पदार्थ यहाँ आराम करने के लिए आ गया है वह अब द्रव कण को मंद करने वाला है जो वास्तव में इसके ऊपर बह रहा है मान लीजिए कि हम यहाँ एक द्रव कण लेते हैं तो उस द्रव कण को इसके सामने फ्लैट प्लेट द्वारा महसूस किया जाता है यह अनंत के वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर जैसे ही वह सपाट प्लेट को देखता है उसके नीचे के द्रव के कण रेस्ट करने के लिए आ गए हैं अब निरंतरता के कारण यह उन द्रव कणों को मंद करने वाला है जो इसके ऊपर रखे गए हैं इसलिए आप यहां एक तापमान ग्रेडिएंट देखने जा रहे हैं और मुझे खेद है कि बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी ग्रेडिएंट और वेलोसिटी प्रोफ़ाइल है तो यह बाउंड्री लेयर है इसलिए du यदि u x कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी है तो du बटा dy 0 के बराबर नहीं है तो प्लेट से पहले y के लिए 0 से कम du बटा dy 0 है मामले बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम मानते हैं कि यह एक सपाट वेलोसिटी प्रोफ़ाइल है और प्रत्येक द्रव कण का वेलोसिटी समान होता है और इसलिए y दिशा में कोई ग्रेडिएंट नहीं होती है लेकिन जैसे ही यह सपाट प्लेट को देखता है अब अचानक y दिशा में एक ग्रेडिएंट होने वाली है छात्र सर क्यों करता है संदर्भ समय 0244 x 0 से कम है तो 0 से कम x के लिए y दिशा 0 ग्रेडिएंट में x कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी का एक ग्रेडिएंट होने जा रहा है लेकिन जब x 0 से अधिक होता है तो एक परिमित ग्रेडिएंट होने वाला होता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव कण जो सतह पर हैं वे रेस्ट पर आ गए हैं और निरंतरता के कारण वे इसके ऊपर द्रव कणों को मंद कर देते हैं द्रव नहीं है यह सच है कि इसमें एक विस्कोस शियर होता है जिसके बारे में हम बहुत जल्द बात करने जा रहे हैं लेकिन ध्यान दें कि इसका विस्कोस प्रभाव पड़ता है अब क्या होता है कि विस्कोस प्रभाव के कारण आप देखेंगे कि ग्रेडिएंट दोनों दिशाओं में आने वाली है और रिटार्डेशन क्यों मंद हो जाती है क्योंकि एक निश्चित विस्कोसिटी होती है और इसलिए जब एक द्रव कण होता है जो रेस्ट पर होता है तो दूसरा द्रव कण अब एक निश्चित वेलोसिटी से बहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर यह जा रहा है विस्कोसिटी के कारण रिटार्डेशन की पेशकश करें लेकिन अगर यह निरंतर नहीं है तो छात्र सर अगर यदि आप मानते हैं कि द्रव विस्कोस नहीं है छात्र लेकिन वहाँ है लेकिन क्या कोई ऐसा तरल पदार्थ है जो विस्कोस नहीं होता है इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सीमा पर विस्कोस बल होते हैं जो विस्कोस बहुत कम होने पर भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं छात्र सीमा पर इंटरफ़ेस पर नहीं छात्र इंटरफ़ेस पर यह नहीं है बाउंड्री लेयर में यह विस्कोस बल क्यों नहीं है विद्यार्थी विस्कोस बल वे बल हैं संदर्भ समय 0429 अणु मान लीजिए कि मैं यहां एक सेक्शन लेता हूं छात्र वहाँ बाहर नहीं है यहाँ यह 0 है छात्र वही तो है इंटरफ़ेस की सीमा पर यह 0 है लेकिन हम बाउंड्री लेयर में रिटार्डेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम उस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां मौजूद है मेरा मतलब है कि यह यहां हो सकता है यह तत्व सैद्धांतिक रूप से सतह के बहुत करीब हो सकता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस द्रव कण की मोनोलेयर जो सतह के संपर्क में है वेलोसिटी शून्य है और क्योंकि वेलोसिटी अलग है विस्कोस हट अब जा रही है विस्कोस बल द्रव को उसके ऊपर समान वेलोसिटी से बहने से रोकते हैं वेलोसिटी समान नहीं हो सकता क्योंकि विस्कोस बल भूमिका निभा रहे हैं लेकिन अगर निरंतरता नहीं है तो वह बाउंड्री लेयर तक प्रचारित नहीं होने वाली है क्योंकि द्रव धारा निरंतर है यही कारण है कि ग्रेडिएंट बाउंड्री लेयर तक सभी तरह से फैल रही है अन्यथा इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा तो निरंतरता यहां एक महत्वपूर्ण धारणा है यदि सिस्टम निरंतर नहीं है तो सब कुछ मोनोलेयर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि निरंतरता यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस ग्रेडिएंट के कारण निरंतरता समीकरण के कारण आपके पास x दिशा में एक ग्रेडिएंट भी होगा हम इसे थोड़ी देर में देखने जा रहे हैं तो अब इस मोटाई को बाउंड्री लेयर की मोटाई कहा जाता है और यह स्थिति का एक कार्य है तो बाउंड्री लेयर की मोटाई परिभाषित है तो बाउंड्री लेयर की मोटाई को इस प्रकार परिभाषित किया गया है वह स्थान जहां बाउंड्री लेयर की मोटाई उस स्थान के रूप में परिभाषित की जाती है जहां y का u u डेल्टा y डेल्टा x पर होता है तो डेल्टा किसी भी x स्थान पर बाउंड्री लेयर की ऊंचाई है तो u डेल्टा x पर 099 गुना यूफिनिटी के बराबर है यानी कि 99 प्रतिशत एनर्जी ट्रांसपोर्ट का पहले से ही हिसाब है जिसे बाउंड्री लेयर की मोटाई कहा जाता है और फिर आपके पास एक पूर्ण विकसित शासन नामक कुछ है एक पूर्ण विकसित शासन क्या है हम कैसे पहचान सकते हैं कि पूर्ण विकसित शासन क्या है इसका क्या मतलब है आपको द्रव यांत्रिकी में पढ़ाया जाना चाहिए क्या होता है मान लीजिए कि यह वह प्रोफ़ाइल है जिसे आप अब किसी स्थान x1 पर देखेंगे मान लें कि यह किसी स्थान पर X1 है या x1 से अधिक किसी भी x पर कहें तो आप देखेंगे कि प्रोफ़ाइल du by dx से 0 हो जाएगा अब इसका क्या अर्थ है इसका मतलब है कि तो मान लीजिए कि मैं इस फ्लैट प्लेट को यहां ज़ूम करता हूं किसी स्थान पर आपके पास एक वेलोसिटी प्रोफ़ाइल होगी लेकिन फिर प्रोफ़ाइल को बनाए रखा जाएगा तो यह तीर की दूरी आपको बताती है कि उस स्थान पर द्रव की वेलोसिटी क्या है और इसलिए y दिशा में प्रत्येक द्रव कण की तीव्रता या वेलोसिटी बनाए रखी जाएगी यदि आप किसी x दिशा में जाते हैं तो जिसका अर्थ है कि यदि हम वेलोसिटी प्रोफ़ाइल u का y है इसलिए अगर मैं इसे y का u1 कहता हूं जो कि x1 दिशा में वेलोसिटी प्रोफ़ाइल है X1 स्थान और मान लें कि यह x2 है तो वेलोसिटी प्रोफ़ाइल वही बनी रहेगी जिसका अर्थ है कि बाउंड्री लेयर की मोटाई स्थान X1 के बाद इस चीज को याद दिलाएगी इस प्रकार इस शासन को पूर्ण विकसित शासन कहा जाता है तो पहले के शासन को विकासशील शासन कहा जाता है और X1 के बाद के शासन को पूर्ण विकसित शासन कहा जाता है तो अब इस बाउंड्री लेयर के गुण घर्षण गुणांक कहलाते हैं यह घर्षण है जो इस प्रकार के वेलोसिटी प्रोफाइल का कारण बन रहा है तो यह घर्षण गुणांक की विशेषता है Cf वह प्रतीक है जो घर्षण गुणांक के लिए दिया जाता है और यह दीवार पर शियर स्ट्रेस द्वारा दिया जाता है y के बराबर 0 पर शियर स्ट्रेस को य इनफिनिटी द्वारा 2 से विभाजित किया जाता है तो यह घर्षण गुणांक है और इसलिए यह शियर स्ट्रेस की विशेषता है जो फ्लैट प्लेट और तरल पदार्थ के बीच इंटरफेस में मौजूद है तो वह mu इंटो du बटा dy पर y के बराबर 0 से अनंत से 2 से विभाजित होगा तो यह घर्षण गुणांक है शियर स्ट्रेस विस्कोसिटी द्वारा वेलोसिटी ग्रेडिएंट x कॉम्पोनेन्ट वेलोसिटी ग्रेडिएंट द्वारा y के बराबर शून्य से गुणा किया जाता है तो अब मोमेंटम बाउंड्री लेयर के समान है यदि हम बाउंड्री लेयर में हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट को चिह्नित करना चाहते हैं तो ध्यान दें कि इन दो चरणों के इंटरफेस के निकट यह बाउंड्री लेयर है जो सभी ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाएं को नियंत्रित कर रही है इसलिए थर्मल बाउंड्री लेयर नामक कुछ होना चाहिए इंटरफेस के बहुत करीब एक थर्मल बाउंड्री लेयर होगी मान लीजिए कि यदि फ्लैट प्लेट का तापमान है तो मान लें कि Ts और मुक्त धारा द्रव का तापमान टिनफिनिटी है अब एक बाउंड्री लेयर बनने जा रही है तो वह थर्मल बाउंड्री लेयर है यदि मैं यह मान लूं कि T टिनफिनिटी से बड़ा है तो तापमान प्रोफाइल क्या होगा तो T टिनफिनिटी मुक्त धारा तरल पदार्थ का तापमान है जो बाउंड्री लेयर से ऊपर है और इसलिए तापमान प्रोफ़ाइल से तरल कणों के बारे में पूछा जाएगा जो इस सतह के करीब हैं उस सपाट प्लेट के साथ संतुलन तक पहुंच जाएंगे और उसका तापमान फ्लैट प्लेट के तापमान के बहुत करीब या उसके बराबर होगा और इसलिए बाउंड्री लेयर तक तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी तो वह तापमान प्रोफ़ाइल है जिसकी आप अपेक्षा करेंगे और इसी तरह आप इसे विभिन्न स्थानों पर भी बना सकते हैं तो थर्मल बाउंड्री लेयर मोटाई को परिभाषित कर सकता है इस ऊंचाई को थर्मल बाउंड्री लेयर मोटाई कहा जाता है जो फिर से x दिशा का एक कार्य है और यह परिभाषित किया गया है कि मोमेंटम बाउंड्री लेयर को कैसे परिभाषित किया गया था हमने 99 प्रतिशत वेलोसिटी कहा था इसी तरह यहां हम Ts माइनस T को Ts माइनस टिनफिनिटी 099 के बराबर परिभाषित कर सकते हैं तो ध्यान दें कि यहां सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके विपरीत मोमेंटम बाउंड्री लेयर के मामले में फ्लैट प्लेट नहीं चलती है तो उस सतह का वेलोसिटी 0 है तो यहां सब कुछ फ्लैट प्लेट के तापमान पर निर्भर करता है और इसलिए मापने योग्य मात्रा Ts माइनस टिनफिनिटी के संबंध में सब कुछ स्केल किया जाता है ध्यान दें कि यहां मापने योग्य मात्रा पहले ही आ चुकी है और जब हम कंडक्शन के सभी प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करेंगे तो हम इनमें से बहुत कुछ देखने जा रहे हैं तो अब हमें एक घर्षण गुणांक का अनुकरण करने की आवश्यकता है हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक क्या कहलाता है हम इसे कैसे ढूंढते हैं क्या हम तुलना कर सकते हैं तो मैंने कहा मोमेंटम हीट और मास्स ट्रांसपोर्ट की सभी समान प्रक्रियाएं हैं हम घर्षण गुणांक कैसे प्राप्त करते हैं शियर स्ट्रेस को rho uinfinity 2 से विभाजित किया जाता है rho u स्क्वायर बटा 2 क्या है छात्र इनर्शिया यह इनर्शिया हैं तो यह इनर्शिया द्वारा विभाजित शियर स्ट्रेस है यहाँ बराबर क्या होना चाहिए फ्लक्स द्वारा विभाजित तो इसे देखने का तरीका मान लीजिए कि मैं इंटरफ़ेस मानता हूं यह मेरा इंटरफ़ेस है मेरे पास एक द्रव कण है जो उस सतह के ऊपर है अब मैं इंटरफ़ेस पर द्रव चरण में एनर्जी संतुलन लिखता हूं तो जो भी हीट फ्लैट प्लेट से तरल पदार्थ तक पहुंचाई जाती है वह कंडक्शन के माध्यम से पहुंचाई जाती है हमने कहा कि इन कणों की वेलोसिटी 0 है अतः अनिवार्य रूप से ट्रांसपोर्ट कंडक्शन के कारण हो रहा है इसलिए उस स्थान पर फ्लक्स यह न्यूटन के लॉ ऑफ़ कूलिंग का नियम है कि h को Ts माइनस टिनफिनिटी के बराबर होना चाहिए डिफ्यूसिव फ्लक्स क्या है हीट का जो भी प्रवाह सतह को छोड़ कर द्रव में जाता है वह उस स्थान पर फैलने वाली हीट की मात्रा के बराबर होना चाहिए वो क्या है सावधान रहें माइनस k इंटो साइन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है माइनस k गुणा dT बटा dy at y बराबर 0 यानी अगर आप यह मान लें कि चीजें सही नहीं चल रही हैं क्योंकि अब यह एक दो आयामी समस्या है जहां दोनों दिशाओं में तापमान का ग्रेडिएंट है तो ऐसा नहीं है कि यह केवल द्रव को गर्म कर रहा है बल्कि द्रव भी जिस तापमान पर चल रहा है तो यह भी घुमावदार है तो यह न केवल तरल पदार्थ को गर्म करने और तापमान में वृद्धि करने के लिए अग्रणी है जैसा कि हमने एक ठोस के मामले के लिए माना है जहां यह शुद्ध कंडक्शन है यहां द्रव का तापमान भी चल रहा है इसलिए द्रव धारा में दोनों दिशाओं में तापमान ग्रेडिएंट होता है इसलिए आप यह नहीं मान सकते हैं कि जो भी हीट ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसका उपयोग केवल द्रव को गर्म करने के लिए किया जा रहा है जो कि एक सही धारणा नहीं है क्योंकि एक कन्वेक्शन भी है जो यहाँ एक भूमिका निभा रहा है यह द्रव की क्षमता में शुद्ध वृद्धि नहीं है इसलिए स्थानीय फ्लक्स h में Ts माइनस है यह संतुलन केवल उस सीमा पर है जहां वेलोसिटी केवल इंटरफ़ेस पर 0 है इंटरफ़ेस पर वेलोसिटी 0 है इस अवलोकन के कारण कणों के बीच कोई स्लिप नहीं है जो ठोस और द्रव के इंटरफ़ेस पर बैठे हैं इसलिए हम कन्वेक्शन नोट की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि मैंने इसे y बराबर 0 है इसलिए यहाँ कन्वेक्शन की उपेक्षा न करते हुए केवल यह कहना कि कण विराम अवस्था में हैं यहाँ कन्वेक्शन कोई भूमिका नहीं निभा रहा है क्योंकि द्रव के पम्पिंग के कारण एक थोक मोमेंटम होती है और जो हीट ट्रांसपोर्ट के कन्वेक्टीव मोड की ओर ले जाती है यह तापमान ग्रेडिएंट की ओर ले जा रहा है इसलिए यहाँ से हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक को kf के रूप में लिखा जा सकता है ध्यान दें कि यह द्रव की कंडक्टिविटी है न कि ठोस हम सीमा पर ठोस से हीट ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं और यह इंटरफेस में द्रव चरण में प्रसार के कारण किया जाता है तो यह इंटरफेस में डिफ्यूजिव फ्लक्स है तो ध्यान दें कि इसकी सराहना करना बहुत महत्वपूर्ण है तो यह इंटरफ़ेस पर द्रव चरण में डिफ्यूजिव फ्लक्स है अगर मैं ठोस के अंदर फ्लक्स के लिए एक संतुलन लिखता हूं जो सही है क्योंकि आप कहेंगे कि माइनस ksolid dT by dy तापमान ग्रेडिएंट के हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक गुणा के बराबर होना चाहिए लेकिन यदि आप मानते हैं कि यह एक समान नहीं है तो मुझे पता है कि फ्लैट प्लेट के अंदर एक समान तापमान कैसे बनाए रखा जाए जो कि नहीं उठता है लेकिन अगर यह समान नहीं है तो आपको अंदर के ग्रेडिएंट पर विचार करना चाहिए वे बराबर हैं यह माइनस k गुणा dT बटा dy के बराबर होगा ठोस चरण में यह बराबर होगा छात्र ग्रेडिएंट ग्रेडिएंट अलग होंगे सावधान रहें कंडक्टिविटीज़ अलग हैं तो ग्रेडिएंट अलग होंगे लेकिन फ्लक्स बराबर होगा नहीं कोई भी ग्रेडिएंट समान नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से अलग वस्तुएं हैं इसलिए दो अलग अलग चरणों में ग्रेडिएंट समान नहीं होते हैं क्योंकि उनके गुण अलग अलग होते हैं कंडक्टिविटीज़ अलग अलग होती है इसलिए ग्रेडिएंट समान नहीं हो सकते हैं यदि वे एक दूसरे के संपर्क में हैं तो उनके गुण भिन्न हैं ग्रेडिएंट बराबर नहीं हो सकते हैं यह फ्लक्स होगा जो बराबर होगा इसलिए कंडक्टिविटीज़ में जो भी अंतर है फ्लक्स के एक दूसरे के बराबर होने के लिए ग्रेडिएंट द्वारा ऑफसेट किया जाएगा इसलिए इंटरफ़ेस पर इस हीट बैलेंस के आधार पर हम हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक को इस रूप में लिख सकते हैं Ts माइनस टिनफिनिटी तो यह हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक की परिभाषा है इसलिए अब तक हम उदारतापूर्वक हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक का उपयोग करते हैं लेकिन हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक ज्ञात करने का यह सही तरीका है यह द्रव की कंडक्टिविटी है याद रखें कि यह द्रव की कंडक्टिविटी है न कि ठोस की कंडक्टिविटी तो यह वह है जो हम हीट ट्रांसपोर्ट फ्लक्स हीट के फ्लक्स की बराबरी कर रहे हैं जो ठोस छोड़ देता है और द्रव चरण में चला जाता है फ्लक्स के साथ जो वास्तव में इंटरफ़ेस पर प्रसार के कारण द्रव द्वारा संचालित होता है क्योंकि वेलोसिटी 0 है निश्चित रूप से स्थिर स्थिति का मतलब यह नहीं है कि यह बह नहीं रहा है आपके पास एक स्थिर वेलोसिटी हो सकता है जहां तरल पदार्थ समान थोक वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं तो याद रखें कि स्थिर अवस्था में एक साधारण 1d स्लैब के लिए भी हमारे पास एक रैखिक प्रोफ़ाइल थी तापमान स्थिर नहीं है तो स्थिर अवस्था का मतलब यह नहीं है कि तापमान स्थिर है यह तापमान प्रोफ़ाइल है जो स्थिर है इसलिए जब ये एक स्थिर अवस्था होती है तो ग्रेडिएंट आवश्यक रूप से 0 नहीं होते हैं एक ऐसी प्रणाली हो सकती है जहां ग्रेडिएंट 0 हो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है वास्तव में समान रूप से मास्स ट्रांसपोर्ट के समानांतर बना सकता है जहां हम एकाग्रता बाउंड्री लेयर को परिभाषित करते हैं मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट प्लेट है जहां कुछ प्रजातियों की एकाग्रता CAS है और आपके पास थोक धारा है द्रव वेलोसिटी अनंत है और प्रजातियों की एकाग्रता CA अनंत है और आपके पास एकाग्रता बाउंड्री लेयर है और प्रोफाइल बहुत समान है अगर मुझे लगता है कि CAS CA अनंत से बड़ा है तो यह उस तरह की प्रोफ़ाइल एकाग्रता प्रोफ़ाइल है जिसकी आप बाउंड्री लेयर में अपेक्षा करेंगे यह उस तरह की एकाग्रता प्रोफ़ाइल है आप तुरंत देख सकते हैं कि हीट ट्रांसपोर्ट में हम जिन चीजों की बात करते हैं वे बहुत समान है केवल इसलिए कि प्रोफ़ाइल समान है इसलिए ग्रेडिएंट समान है और इसलिए प्रक्रिया स्वयं समान है इसलिए यदि हम इसे deltac कहते हैं तो हम बाउंड्री लेयर की मोटाई को परिभाषित कर सकते हैं तो deltac को उस स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां CAS माइनस CA CAS माइनस CA इनफिनिटी 099 समान परिभाषा अलग नहीं है और यदि मैं इंटरफ़ेस पर एक द्रव्यमान संतुलन लिखता हूं और मैं हीट ट्रांसपोर्ट गुणांक को परिभाषित कर सकता हूं hm के बराबर क्या होगा यह अभिव्यक्ति क्या होगी डिफ्यूजन यह माइनस D है तो यह इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन है मैंने कहा कि दो प्रजातियां हैं जो जा रही हैं और एक प्रजाति अधिक हो सकती है तो यह इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजिटी DAB को d CA by dy से y के बराबर 0 से CAS माइनस CA इनफिनिटी से विभाजित करके गुणा किया जाएगा तो यह मास्स ट्रांसपोर्ट गुणांक की परिभाषा है इसलिए आज हमने जो महत्वपूर्ण संदेश सीखा है वह यह है कि हीट ट्रांसपोर्ट और मास्स ट्रांसपोर्ट प्रक्रियाएं वास्तव में बहुत समान हैं यदि ट्रांसपोर्ट एक चरण से दूसरे चरण में हो रहा है जहां एक चरण चल रहा है तो चरणों में से एक में कन्वेक्शन होता है और इसलिए गर्मी ट्रांसपोर्टर और मास्स ट्रांसपोर्ट प्रक्रिया एक दूसरे के समान होती है आप देखेंगे कि जब हम अगले व्याख्यान में मॉडल समीकरण लिखते हैं आप देखेंगे कि मॉडल समीकरण एक दूसरे के समान हैं और इसलिए लक्षण वर्णन प्रक्रिया भी बहुत समान होगी धन्यवाद